Fundamentals of Electrical Engineering Prof Debapriya Das Department of Electrical Engineering Indian institute of Technology Kharagpur व्याख्यान 44 अनुनाद और अधिकतम पॉवर हस्तांतरण प्रमेय तो अगला हम फिर से वापस आ रहे है तो अगला पैरलल RLC सर्किट ठीक है देखें जब भी इसे बना रहे है तो प्रत्येक और सब कुछ कवर करने की कोशिश कर रहे है यह आपके लिए उपयोगी होगा ठीक है और मेरा अर्थ है चीजें बहुत सरल है और चूँकि इसे विभिन्न पुस्तकों से लिया गया है इसमें किताबें दी गई है आपका जिसे आप कहते है किताब की सभी सूची वह है और कुछ बहुत यह मेरे कक्षा नोट्स में कुछ बहुत है तो हमारी समझ के लिए कुछ बहुत मैंने प्रयास किया है कुछ बहुत मेरे स्वयं का भी है तो किसी भी अच्छी पुस्तक का आपको अनुशरण करना चाहिए पुस्तकें जिनको मैंने वहां रेफर किया आपकी इस चीज में आपकी 4 5 पुस्तकें रेफर की गयी है बस उन पुस्तकों को देखें ये सभी पुस्तकें आपके पुस्तकालय में भी उपलब्ध है ठीक है ये सभी पुस्तकें भी उपलब्ध होंगी Refer slide Time 0113 तो अब यह एक सरल पैरलल सर्किट RLC सर्किट है वोल्टेज स्रोत V दिया जाता है R L और C ये सभी चीजें पैरलल है तो करंट बह रही है इस R के माध्यम से IR L के माध्यम से IL और IC के माध्यम से तो हमें जो करना है वह है एक पैरलल सर्किट तो आइए देखें IR IL IC और I यह कुल करंट है I I IR IL IC kcl अगर यहां अप्लाई करें Refer slide Time 0136 तो IR हम यह V कोण 0 o ले रहे है यह संदर्भ वोल्टेज दिया गया है तो पैरलल सर्किट तो V कोण 0 r तो VR कोण 0 यह IR है ILV कोण 0jXL यह है जब भी यह इनकी तरह दिया जाएगा यह है यह चीज तो यह वास्तव में लेगा jXLXLLω यह वह है जिसे हम कहते है XL Lω तो यह jXL है जिसे हम लेते है उसी तरह हम jXL लेते है संधारित्र के लिए वास्तव में कब लेते है यह है जिसे कहते है Refer slide Time 0212 हम jXC और XC1ωC लेंगें इस तरह हम लेंगें साधारणतः Y1jωC यह होगा यह चीज यदि न्यूमरेटर और डीनोमिनेटर को गुणा कर रहे है यह jj 2j 2 है तो ωC jωC तो इसीलिए हम jXC और XC1ωC लिखते है तो इसका अर्थ है यह एक इसका अर्थ है V कोण 0 jXL V कोण 0 XL 90o तो VXL कोण हमने विशुद्ध इंडक्टिव सर्किट में देखा है जिसे कहते है करंट लैग हमने देखा है इसी तरह संधारित्र के लिए हमने देखा कि वर्तमान में यह वोल्टेज है V कोण 0 jXC तो यह V कोण 0 XC है कोण 90o j के कारण j यह 90o है यहाँ j के कारण यह 90o है तो यह VXC 90o होगी Refer slide Time 0310 तो IR बराबर है IR कोण 0 क्योंकि प्रतिरोधक सर्किट यह सर्किट है और यह है यह है जिसे हम कहते है V R कोण 0 तो IR IR कोण 0 तो IRIR कोण 0 अर्थात IRVR ILIL कोण 90o यह IL कुछ भी नहीं बल्कि V XL यह परिमाण है इसी प्रकार ICIC कोण 90o IC कुछ भी नहीं बल्कि VXC Refer slide Time 0337 तो अब अगर कुल करंट जोड़ें I होगी IR कोण 0 IL कोण 90oIL कोण 90o तो इसका परिमाण होगा √IR2IL IC संपूर्ण2 और कोण है tan इनवर्स IL ICR Refer slide Time 0358 यह है अब समझने योग्य इसीलिये लिख सकते है यह करंट का परिमाण है I इनटू कोण θ और θ tan इनवर्स IL ICR Refer slide Time 0402 Θ ऋणात्मक तो परिणामी करंट आपूर्ति वोल्टेज से लैग करती है यदि θ ऋणात्मक है और यदि यह धनात्मक है परिणामी करंट आपूर्ति वोल्टेज तक पहुँचती है Refer slide Time 0413 तो सामान्यतः यह सर्किट यहाँ सामान्यतः होता है तो यहाँ माना सामान्यतः यदि यह है Z1Z2Z3 तो यह विशुद्ध R नहीं है यह हो सकता है कुछ इम्पिडेंस कुछ इम्पिडेंस कुछ Z1Z2Z3 तो I1 VZ1 होगी पैरलल सर्किट Y1V होगा I2 VZ2 होगी यह होगा Y2V और I3VZ3 यह है Y3i 3ight इसीलिये II1 I2 I3 तो यह VZ1VZ2VZ3 होगी इसीलिये IY1Y2Y3V Refer slide Time 0447 अथवा I YV अथवा Y इम्पिडेंस का रेसिप्रोकल जिसे एडमिटेंस कहा जाता है बस अब हमने देखा है Refer slide Time 0454 तो एडमिटेंस को पैरलल शाखाओं के लिए जोड़ा जाता है सीरीज शाखाओं के लिए इम्पिडेंस को जोड़ा जाता है और पैरलल शाखाओं के लिए एडमिटेंस को जोड़ा जाता है तो अब पैरलल समतुल्य अगला है यह सरल बात है यह सरल उदाहरण है करेंगें Refer slide Time 0512 अब अगला एक सीरीज इम्पिडेंस का पैरलल समतुल्य है Refer slide Time 0515 उदाहरण के लिए यह मेरा सीरीज इम्पिडेंस rs और XS है और यह मेरा स्त्रोत वोल्टेज V है अब सवाल है कि हम चाहते है यह एक Rp और XP के समतुल्य है ये 2 सर्किट्स एक दूसरे के समतुल्य है इसका अर्थ है Y SYP इसका अर्थ है सीरीज एडमिटेंस पैरलल एडमिटेंस और यह शाखा Rp और XP है हमें rs और XS के टर्म्स में Rp और XP को प्राप्त करना है यह eh यहाँ है जिसे हम कहते है एक सीरीज इम्पिडेंस का वह पैरलल समतुल्य तो यह सीरीज है जो हम चाहते है है पैरलल समतुल्य तो इस मामले में हम जानते है Y1Z तो 1Z अर्थ है C1rs XS के लिए इसे हम परिभाषित करते है Y S और यह मेरा पैरलल समतुल्य है हम 1Rp1jXP लिख सकते है क्योंकि यह इंडक्टिव है तो 1jXP Refer slide Time 0605 यह YP के बराबर है या यह rs jXS गुणा करें न्यूमरेटर और डीनोमिनेटर rs jXS गुणा करें और फिर हमें प्राप्त हुआ rsrs2XS2 jXSrs2XS2यह है 1Rp j 1XP rs यह एक यह टर्म गुणा करें न्यूमरेटर और डीनोमिनेटर j तो Rp jXP कि माना g jb Refer slide Time 0631 G कंडक्टेंस 1Rp तो 1Rp रियल और इमेजिनरी भाग को अलग करें 1Rprsrs2XS2 यह एक और इसी तरह 1XPXSrs2XS2 यह है 1 X अथवा बस जाए Rprs2XS2rsXPrs2XS2XS Refer slide Time 0659 तो इसका अर्थ है कि यह है वह पैरलल सीरीज एक सीरीज इम्पिडेंस rsjXS को दर्शाया जाता है 2 पैरलल कनेक्ट कर रहा है एक अथवा जिसे हम कहते है इम्पिडेंस एक है निश्चित रूप से है उचित रूप से प्रतिरोधक Rp यह एक और XP यह एक यह पैरलल कहा जाता है यह कहा जाता है जिसे कहते है एक सीरीज इम्पिडेंस का वह एक सीरीज पैरलल समतुल्य यह भी संभव है Refer slide Time 0723 और हम जानते है V I माना सीरीज़ सर्किट के लिए Z S यह है rsjXS इसीलिये VIrsjIXS तो V मेरी संदर्भ चीज है और जिसे हम कहते है यह करंट है I माना Rin यह इंडक्टिव सर्किट है तो I लैग कर रही है एक कोण θ तो यह एक मेरा Irs है और यह मेरा IXS है और यह कोण 90o है फिर से चिह्नित नहीं कर रहे है नीली स्याही लेकिन यह 90o है तो यह समझ में आता है Refer slide Time 0753 इसी तरह पैरलल समतुल्य के लिए I V I P क्योंकि यह एडमिटेंस है इसीलिये I V और 1Rp j1XPg jb इसीलिये मेरी I गुणा करें I V g -jb इसीलिये I V g jVb उस मामले में भी V वह संदर्भ चीज है करंट वैसे भी लैग कर रही है θ तो यह मेरा V g है तो यह भाग V g है और यह मेरा इमेजिनरी भाग Vb है तो यह मेरा Vb है तो दोनों एडमिटेंस और दोनों इम्पिडेंस यह आकृति आरेख जब कहते है Irs I यह चीज jIXS अर्थात V और जब जब एडमिटेंस कंसीडर किया जाता है यह होगा V g jVb दोनों को दिखाया जाएगा तो अब सीरीज पैरलल सर्किट Refer slide Time 0844 माना यह उदाहरण लें वह एक सीरीज पैरलल सर्किट है Refer slide Time 0850 तो यह सर्किट वास्तव में यह है इस पॉइंट को ज्ञात करना है यह करंट I है और यह पॉइंट a है यह b है यह c है यह d है यह पॉइंट e है यह f है और यह पॉइंट g है तो यह है एक देखें यह सीरीज भाग है और यह 2 पैरलल भाग है तो हर जगह a b c d e f g यह चिह्नित है और पहली चीज है यह 2 4 j 3 और 6 j 8 पैरलल है यह पैरलल में है पहले IR समतुल्य सीरीज को बनाएं पहले IR समतुल्य सीरीज को बनाएं इस के साथ यह एक जोड़ें rs उसके बाद विभाजित करें V Z प्राप्त होगी I तो यह mYfg है तो इस तरह से यह किया गया है यह चिह्नित किया गया है I IefI यह है और Z जिसे कहते है यह Zfg यह यह f पॉइंट है और यह g पॉइंट है तो ज्ञात करें कि यह 2 पैरलल में है यह 4 j 3 और पैरलल में है ज्ञात करते है माना समतुल्य तो बार बार मैं सर्किट पर नहीं आऊंगा लेकिन सब कुछ चिह्नित है तो यह है मेरा यह भाग इम्पिडेंस Z ab है यह भाग इम्पिडेंस Z cd है और समतुल्य Zfg होगा जब यह 2 पैरलल में लिए जायेंगें इसी प्रकार रेसिप्रोकल के लिए होगा एडमिटेंस बार बार मैं सर्किट पर नहीं आऊंगा Refer slide Time 1016 तो ज्ञात करना होगा I efIabICd पॉवर और पॉवर फैक्टर Refer slide Time 1020 तो Y ab यह कब करेगा कृपया पहले सर्किट को बनाएं तो 1Z ab 16 j 8 है यह आता है प्रति वैल्यू इसी तरह Ycd इसे करते है यह 016 j 012 म्हो होगा तो Yfg एडमिटेंस YabYcd इतना बहुत आ रहा है अब Zfg1Yfg तो यह 444 j 08 Ω आ रहा है तो Zeg अब पहले Z efZfg को जोड़ें क्या करें पहले हम एक पैरलल पैरलल सर्किट circuit के एडमिटेंस की गणना करते है गणना के लिए आसान है Refer slide Time 1058 और फिर हम जोड़ते है और फिर हम कन्वर्ट कर रहे है Zfg1Yfg को ज्ञात कर रहे है तो इतना बहुत हमें मिला अब Z eg कुल इम्पिडेंस होगा Zef 16 j 72 इतना बहुत Z ef सर्किट में दिया गया है और यह एक जोड़ें तो यह 6 Ze आ रहा है जिसे 6 j 8 Ω कहते है Refer slide Time 1119 इसीलिये करंट I होनी चाहिए VZ eg तो यह 10 कोण 532 o एम्पीयर आ रही है तो पॉवर फैक्टर cosθ तो वोल्टेज और करंट के बीच कोण 532 o लैगिंग है तो यह 060 और P VI cos θ है तो 100 इनटू 10 कोसाइन 532 o तो P 600 वाट तो अगला V efI इनटू Z ef है तो I I ef मैंने शुरुआत में बताया था तो यह 6 j 8 इनटू 16 j 72 है Refer slide Time 1153 तो यह 738 और कोण 244 o वोल्ट है इसी तरह Vfgv V ef यहाँ kvl अप्लाई करते है फिर यहाँ 0 मिलेगा जिसे हम Vfg कहते है हम सर्किट में kvl अप्लाई करते है तो मैं बार बार सर्किट पर नहीं जा रहा हूं और बस ड्रा करें और देखें इस सर्किट में सब कुछ किया है केवल तात्कालिक ध्रुवीयता पर कंसीडर करें और इसे हल करें तो यह होगा 100 कोण 0 Ω 73 कोण 244 o तो यह वास्तव में 447 और कोण 428 o वोल्ट आ रहा है Refer slide Time 1225 अब IabY abVfg तो यह यह Yab है मिला है और Vfg अब हमने हमने यहां Vfg की गणना की है तो Iab यह एक होगी 448 कोण 103 o एम्पीयर इसी तरह ICd Vfg इनटू Ycd होगी तो यह प्राप्त होगा 447 कोण यह एक इनटू Ycd यह 895 कोण 797 o एम्पीयर आ रही है Refer slide Time 1253 तो Pab पर पॉवर लॉस Iab2R ab तो यह है Iab448 2 और R ab6 तो यह 120 वाट है तो बार बार मैं सर्किट पर नहीं आया हूं तब यह बहुत समय लेगा मैं सुझाव दूंगा कृपया आप इसे ड्रा करें जब इस वीडियोलिंक व्याख्यान को देखेंगें कृपया कृपया सर्किट को तेजी से ड्रा करें और ये सभी गणनायें अन्य चीजें यदि कोई त्रुटि होती है बस मुझे जानने दें कि क्या मुझे जानने दें इस तरह कि मैं स्वयं को सुधार सकूँ यहां तक कि जब कई चीजों के साथ 1 या 2 प्लेसेस के बारे में बता रहा हूं क्योंकि वहां कई सारी चीजें है तो 1 या 2 प्लेसेस किसी तरह छोटी त्रुटि कर रहे है लेकिन मैंने तुरंत सुधार कर लिया है तो अगर कोई संदेह है कि सभी प्रश्नों को फोरम में दे सकते है मैं जवाब दूंगा तो जब भी मैं कह रहा हूँ बार बार जब कभी भी इस वीडियो व्याख्यान को देखें पहले सर्किट को ड्रा करें फिर देखें कि क्या किया गया है तो यह मेरा वर्तमान आरेख है यह V है संदर्भ एक कोण 0 o है और Iab वास्तव में लीडिंग वोल्टेज 103 o है तो इसीलिये यह लीडिंग है और I और अन्य करंट कि यह एक Vfg है अर्थात 44 पॉइंट VI मतलब यदि इस Vfg पर आते है इस पर आते है यह Y ab है अर्थात जो कहते है यह लीडिंग है और यदि Vfg पर आते है यह इस संदर्भ वोल्टेज से लैगिंग है तो 428 o इसीलिये यह वोल्टेज 428 o है यह लैगिंग है यह सभी वोल्टेजेस समान है 447o Refer slide Time 1428 अब अगर पॉवर फैक्टर के टर्म्स में सोचें pabVabIabcosθ Vab 447 इनटू 448 इस एक का cosine क्योंकि cosθ मतलब इस Iab और इस Vab के बीच का कोण यह है VfgVab Iab और Vab के बीच का कोण तो 428 103 यह पॉवर फैक्टर कोण है इसीलिए इसे 428 103 o लिया जाता है तो यह 120 वाट है इसी प्रकार हमने देखा Iab2R ab122 R इसका अर्थ है यह मैच कर रहा है यदि यह नहीं है इसका अर्थ है कितना कुछ गणना करें अगर यह कहीं नहीं है गणना कहीं गलत हो गई है तो यह 1 है Refer slide Time 1511 इसी तरह pcdICd2R cd यह है 320 वाट और PefI ef2I ef2R ef तो यह 160 वाट आ रहा है तो कुल PPef PabP cd यह 600 वाट है Refer slide Time 1527 और ab 6√6 2 8 2 के लिए पॉवर फैक्टर यह 06 लीडिंग है cd भाग के लिए पॉवर फैक्टर यह 4√4 23 2 08 लैगिंग है यह एक स्वयं ही करें और अगर वह दिया जाता है फेजर आरेख ड्रा करें Refer slide Time 1541 कृपया पूर्ण फेजर आरेख ड्रा करें मैंने के लिए ड्रा नहीं किया है तो यह है जिसे कहते है यह तरीका है कुछ उदाहरण हमने लिए है यह प्रयोजन सिद्ध करेगा Refer slide Time 1558 तो अब एक दूसरी समस्या यह है जिसे कहते है L1 को दिया जाता है I जिसे कहते है L2 L1 को 0106 दिया जाता है और C2 को 3789 माइक्रो फैराड दिया जाता है CL 106 माइक्रो फैराड है L2 वहां नहीं है और R3 वहां है 30Ω R L 50Ω है और यह V L है इस समस्या में I I2 IL के लिए हल करना ढूंढना है वोल्टेज 120 वोल्ट rms है इसका अर्थ है संदर्भ लें 120 कोण 0 o और आवृत्ति इस 60 हर्ट्ज पर लें f 60 हर्ट्ज यह समस्या हम हल करेंगें और मानक सर्किट के रूप में kcl kbl यह एक चीज है दूसरी बात ज्ञात कर लेंगें माना प्रमेय का उपयोग करते हुए संदर्भ समय 1644 IL को ज्ञात कर लेंगें जो प्रमेय का उपयोग करते हुए करेगा संदर्भ समय 1647 यह करेगा और इसका उपयोग करते हुए भी जिसे कहते है और कहते है सरलता से kcl kbl यह सब पता लगाना चाहिए और जवाब दिए गए है Refer slide Time 1659 इन सभी चीजों को पूछा गया था कि क्या करना है और उत्तर दिए गए है Refer slide Time 1704 ये उत्तर है लेकिन यहाँ आवृत्ति 60 हर्ट्ज गलती से है 50 हर्ट्ज नहीं लें फिर यह उत्तर नहीं आएगा तो आवृत्ति f 60 हर्ट्ज Refer slide Time 1716 तो और ये सभी जिन्हें हम कहते है ये सभी उत्तर उत्तर दिए गए है तो ये सभी उत्तर उत्तर दिए गए है तो इसके साथ ही हमारा सिंगल फेज AC सर्किट कम से कम यह भाग समाप्त हो गया है तो कम से कम सिंगल फेज ac सर्किट समाप्त हो गया है और कई समस्याओं को हल करेगा कोई भी पुस्तक ले लें और कृपया इसे करें Refer slide Time 1737 तो एक सर्किट अब हम अनुनाद सर्किट पर जाएंगें तब हम सिंगल फेज के लिए अधिकतम पॉवर फैक्टर प्रमेय को देखेंगें यह सर्किट है एक सर्किट कहा जाता है अनुनाद में है अनुनाद में जब अप्लाइड वोल्टेज V और परिणामी करंट I फेज में है जब V और I दोनों फेज में है एक सर्किट अनुनाद में है कहा जा सकता है तो अब उस मामले में क्या होगा यदि सर्किट एक अनुनाद है तो V में और I जिस में है कहते है फेज में इसका अर्थ है वह सर्किट बन जायेगा एक जैसे कि यह एक कुछ बहुत है एक समतुल्य प्रतिरोध प्रतिरोधक सर्किट जैसा कुछ तो अतः अनुनाद पर सर्किट का समतुल्य जटिल इम्पिडेंस केवल प्रतिरोध होता है Refer slide Time 1826 चूंकि बाद में यह देखा जाएगा चूंकि V और I फेज में है एक अनुनादी सर्किट का पॉवर फैक्टर एकल है माना एक सीरीज RLC सर्किट है R jXL XC जब XLXC अर्थात अनुनाद की कंडीशन आती है उस पर आयेंगें Refer slide Time 1843 जब भी अब यह एक सामान्य बात है जब भी नेचुरल आवृत्ति जब भी एक प्रणाली के दोलन की नेचुरल आवृत्ति हो सकती है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या एक सिविल संरचना या एक हाइड्रोलिक ड्राइविंग फोर्स की आवृत्ति से कोइनसाइड करती है एक इलेक्ट्रिक सर्किट में एक वोल्टेज स्त्रोत अथवा सिविल संरचना में एक विंड फोर्स इत्यादि 2 प्रणाली एक दूसरे के संबंध में अनुनाद करती है तो जब भी यदि एक प्रणाली के दोलन की नेचुरल आवृत्ति यदि ड्राइविंग फोर्स की आवृत्ति से कोइनसाइड करती है तब 2 प्रणाली एक दूसरे के संबंध में अनुनाद करती है अनुनाद है बहुत यह इस प्रणाली के लिए अच्छा नहीं है Refer slide Time 1927 तो उस मामले में और अधिकतम और उस मामले में ड्राइविंग फोर्स के एक निश्चित परिमाण के लिए अधिकतम प्रतिक्रिया होती है तो इस घटना को एक अनुनाद के रूप में जाना जाता है इसी प्रकार इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए विशेष सीरीज RLC सर्किट जब यह एक अनुनाद की कंडीशन में होती है करंट अधिकतम होती है हम उस पर आयेंगें आमतौर पर इलेक्ट्रिक सर्किट में 2 प्रकार के अनुनाद होते है Refer slide Time 1947 एक है सीरीज अनुनाद दूसरा है पैरलल अनुनाद तो पहले हम सीरीज अनुनाद देखेंगें Refer slide Time 1955 तो सीरीज के मामले में सरल RLC सर्किट है jLω jωC तो Z इम्पिडेंस Z R jLω ωC इस फॉर्म में कह सकते है R jX Refer slide Time 2011 सर्किट अनुनाद में है जब X 0 अर्थात जब X 0 मतलब कि Lω ω1ωC0 मतलब कि Lω1ωC इसका अर्थ है ω1√LCω0 यह ω0 हम उसे कहेंगें हम उसे क्या कहेंगें वह है अनुनाद आवृत्ति ω0 Refer slide Time 2035 तो चूंकि ω 2pi f अनुनाद आवृत्ति दी गई है f 0 12 pI√LC क्योंकि ω 2 pi f यह चीज तो यह f12 pI√LC होगी तो f 012 pI√LC हर्ट्ज यह अनुनाद आवृत्ति है Refer slide Time 2057 अब यदि प्लॉट करें माना यह मेरा यह मेरा इम्पिडेंस है अगर यह मेरा इम्पिडेंस है यदि हम प्लॉट करते है तो XL यह मेरा Z प्लॉट है यह मेरा Z प्लॉट है अब यह डैश रेखा कि यह रेखा यह XLLω है क्योंकि यह ओरिजिन से होकर गुजरने वाली एक सीधी रेखा है इसी तरह से यह साइड XC1ωC यह साइड ω है और यह साइड एक इम्पिडेंस है इस इम्पिडेंस का अर्थ है ZXLXC सब कुछ Refer slide Time 2123 तो XC1ωC एक रेक्टंगुलर हाइपरबोला की तरह दिखता है तो वह यह डैश रेखा प्लॉट है तो यह चीज यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक यह मेरा XL है और यहाँ से यहाँ तक यह एक XC है और XLXC पर वह है आवृत्ति यह 1ω0 तो यह है वह इम्पिडेंस वर्सेज ω के लिए सरल प्लॉट यह ω है यह इम्पिडेंस है यह है मेरा यह है मेरा XLl ω प्लॉट और यह रेखा यह XC यह कर्व XC इनवर्स है या जिसे कहते है XC1ωC प्लॉट और यह डैश रेखा प्रतिरोध R है क्योंकि जब XLXC उस समय पर ωω0 समय पर Z R के बराबर होता है क्योंकि R jXL XC तो अनुनाद पर XLXC तो Z R यह डैश रेखा R है तो ωω0 पर मैंने X X0 बताया था Refer slide Time 2226 तो इम्पिडेंस Z X 0 तो यह R होगा अतः अनुनाद पर इम्पिडेंस Z न्यूनतम है चूंकि I न्यूनतम मतलब यह R है क्योंकि XL XC 0 इम्पिडेंस न्यूनतम R है तो चूंकि I V Z चूंकि Z न्यूनतम है वह अनुनाद वह करंट अधिकतम है तो अब कोण Refer slide Time 2249 अब θ है wtan इनवर्स Lω 11ωCR क्योंकि ZR j यह है XL XC तो tan इनवर्स tan θLω 1ωCR इसीलिये θtan इनवर्स Lω 1ωCR इसीलिये उदाहरण के लिए माना जब कार्यरत आवृति ω0 से कम है अर्थात जब ω ω0 से कम है तो उस मामले में यदि ω ω0 से कम है मुझे इस आरेख पर आने दें जब ω ω0 से कम है यह साइड f आता है यदि ω ω0 से कम है इसका अर्थ है यह क्षेत्र यह क्षेत्र यह जब ω ω0 से कम है कैपेसिटिव रीएक्टेन्स इंडक्टिव साइड से अधिक होता है और अन्य साइड कैपेसिटिव रीएक्टेन्स कम है लेकिन यह एक होगा XL अधिक होगा तो इस साइड यदि ω को X 0 से कम लें ω यहां जिसे हम कहते है ω0 से कम है इस साइड ω ω0 से कम है इसका अर्थ है कैपेसिटेंस इंडक्टेन्स रीएक्टेन्स XC यह इस साइड XL से अधिक है और इस साइड जिसे कहते है जब ω ω0 से अधिक है मेरा अर्थ है इस साइड उस समय पर क्या होता है कि X विपरीत हो जाता है XL XC से अधिक है तो यदि यहां से कोई वैल्यू लेते है XL XC से अधिक प्राप्त होगा तो उस में इसीलिये इस मामले में कि अगर ω ω0 से कम है इसका अर्थ है कि Lω ω1ωC 0 से कम है अर्थात ω11ωC Lω से अधिक है अर्थात XC Lω से अधिक है तो इस कंडीशन से प्राप्त करें ω 1यह है से कम है √1 1√LC से कम है अर्थात ω ω0 से कम है तो ω0 से नीचे की सभी आवृत्तियाँ वह कैपेसिटिव रीएक्टेन्स इंडक्टिव रीएक्टेन्स से अधिक है और यह ऋणात्मक θ है इसीलिये θ ऋणात्मक है तो उस मामले में θ ऋणात्मक है Refer slide Time 2455 तो यदि प्रतिरोध कम है माना यदि प्रतिरोध कम है आवृत्ति के साथ कोण अधिक तेजी से बदलता है जैसा कि आरेख में दिखाया गया है माना यह प्रतिरोध बहुत कम है Refer slide Time 2507 तो बहुत कम प्रतिरोध के लिए यह ω है और यह θ है Θ वर्सेज ω कर्व कम प्रतिरोध के लिए प्लॉट बहुत ही शार्प है उसको देखें और उच्च प्रतिरोध के लिए यह प्लॉट है और यह मेरा ω0 है यह साइड 90o है यह साइड 90o है Refer slide Time 2524 तो जैसे कि ω 0 की ओर जाता है θ 90o की ओर जाता है यदि इस पर आते है यदि ω 0 की ओर जाता है यह टर्म 0 की ओर जाएगा लेकिन जैसे कि ω 0 की ओर जाता है यह टर्म - इनफिनिटी की ओर जाता है तो इस मामले में 3 टर्म 90o की ओर जायेंगें इसी तरह यहाँ ω ω0 से बहुत अधिक है इसका अर्थ है इसके साथ ω बहुत बड़ा है यह ω ωC टर्म है जिसे हम कहते है नगण्य है यह होगा यह बहुत कम है लेकिन θ की ओर जाता है जिसे हम कहते है 90o तो इसके आधार पर यह आरेख ड्रा किया गया है Refer slide Time 2604 तो अब हम जानते है कि Y 1 Z अर्थात मेरी IYi 3ight तो क्योंकि हम एडमिटेंस को जानते है हम पहले देख चुके है Refer slide Time 2615 तो यदि एडमिटेंस वर्सेज ω प्लॉट करें तो अगर जो कहते है यदि यह है यह ω0 है यह प्लॉट R की उच्चतर वैल्यू के लिए है यह प्लॉट R की कमतर वैल्यू के लिए है अंततः यह डैश रेखा जब R बहुत कम है यह की ओर जा रही है जिसे कहते है इनफिनिटी इनफिनिटी की ओर जा रही है तो अब यह है ω एडमिटेंस वर्सेज ω प्लॉट अन्य एक हमने देखा यह इम्पिडेंस वर्सेज ω प्लॉट यह एडमिटेंस वर्सेज है और यह ω0 है तो यदि उच्च R है मतलब एडमिटेंस निम्न है निम्न R मतलब एडमिटेंस उच्च है यह प्लॉट है और यदि R बहुत कम है यह इनफिनिटी की ओर जाता है Refer slide Time 2656 तो उपरोक्त प्लॉट भी करंट वर्सेज ω प्लॉट का एक संकेतक है अब अधिकतम करंट ω0 पर अकर करती है अर्थात एक यह अनुनाद आवृत्ति पर होता है एक कम प्रतिरोध का परिणाम उच्च करंट है Refer slide Time 2708 तो वे डॉटेड कर्व लिमिटिंग मामले में दिखाते है R 0 की ओर जाता है इसका अर्थ है यह एक जब R 0 की ओर जाता है यह डॉट डैश रेखा या डॉटेड रेखा है Refer slide Time 2721 तो अब पैरलल अगला पैरलल अनुनाद है जो कि विशुद्ध RLC सर्किट है तो इस मामले में यह मेरा R है यह मेरा jXL है और यह मेरा jXC है यह कैपेसिटिव है Refer slide Time 2733 अब यहाँ यह R हम इसे प्राप्त कर सकते है एक कंडक्टेंस है इन 2 को दर्शाया जा सकता है jB LjB C अर्थात ससेप्टटेंस तो यह बन जाएगा jB L यहाँ G1R B L1XL और B C1XC मेरा अर्थ है अगर ले मेरा अर्थ है अगर लें जिसे कहते है इस 11 jXL का व्युत्क्रम न्यूमरेटर और डीनोमिनेटर गुणन j तो jj 2XL j 2 है 1 तो वह है jXL हम BL 1 XL लेंगें इसीलिए यह है jB L तो मुझे इसे साफ करने दें तो इसीलिये यहाँ हम jB L लिख रहे है इसी प्रकार संधारित्र jB C बन जाएगा यह है jB C 1XC के बराबर है Refer slide Time 2823 तो G 1 L यहाँ के लिए मैंने इसे 1jXL jXL jB L के लिए किया है और इसी प्रकार 1 jB LXjXC न्यूमरेटर और डीनोमिनेटर गुणन j यह सब यह jB C है Refer slide Time 2837 तो एडमिटेंस YG j B C B LG j 1XC 1XL तो इसका अर्थ है YG j ωC 1Lω Refer slide Time 2855 तो इस मामले में हम Y G jB लिखते है तो जहां B B C B L यह मेरा B C है और यह मेरी B L है सीरीज वाले की तरह एकदम विपरीत लेकिन हमने इसे बनाया है इसकी तरह एडमिटेंस को कंसीडर करते हुए तो यह मेरा B C है और यह मेरा B L है तो यह मेरी B C है और यह मेरा B L है B के बराबर है अब सर्किट अनुनाद में है जब B 0 जब यह भाग 0 होगा सर्किट अनुनाद में होगा इसीलिये ωC 1Lω इसीलिये ω 1√LC वह ω0 पूर्व की ही भांति सीरीज सर्किट की तरह है Refer slide Time 2933 जैसे कि सीरीज RLC सर्किट में अनुनाद आवृत्ति f 012 pI√LC हर्ट्ज है Refer slide Time 2940 तो यदि प्लॉट करें अब एडमिटेंस वर्सेज ω के समान जिसे कहते है अब सीरीज एडमिटेंस सर्किट के लिए मैं इम्पिडेंस वर्सेज ω करूँगा पैरलल के लिए हम एडमिटेंस वर्सेज ω प्लॉट कर रहे है तो इस मामले में यह मेरा कांस्टेंट है यह मेरा कांस्टेंट G रेखा क्योंकि BC B L तब B Cω और यह मेरी BC ω है यह डैश रेखा है और यह BL ω है यह एक रेक्टंगुलर हाइपरबोला है एक l ω और यह है मेरा जिसे हम कहते है ω0 अर्थात अनुनाद आवृत्ति तो इस पॉइंट पर B CB L और इस साइड से बाहर कर सकते है जब ω ω0 से कम है यह साइड वह B L B C से अधिक होगा जब इस साइड आते है जब ω ω0 से अधिक है यह साइड यदि इस साइड आते है यह B C B L से अधिक है एकदम विपरीत तो ωω0 B CB LYG पर तो अनुनाद पर एडमिटेंस न्यूनतम है वह अनुनाद पैरलल सर्किट और अनुनाद एडमिटेंस है जिसे न्यूनतम कहते है Refer slide Time 3053 तो इस मामले में और चूँकि I YV तो Y वह एडमिटेंस है पैरलल सर्किट के लिए करंट की भी न्यूनतम वैल्यू है Refer slide Time 3103 तो अब अगर अब प्लॉट करें एकदम विपरीत पैरलल सर्किट के लिए इम्पिडेंस ω तो यह ω0 पर है तो यह कम R पर है और यह उच्चतर R पर है बस जानते है कि यह कुछ ऐसा है जिसे कहते है वह एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट सीरीज और पैरलल Refer slide Time 3121 अब एडमिटेंस का कोण दिया जाता है θ जिसे हम कहते है θY सफिक्स y है कैपिटल Y tan इनवर्स B C B L G इसीलिये tan इनवर्स ωC 1 l ω G Refer slide Time 3136 अब यदि इस एक को प्लॉट करते है यह पहले की ही भांति है यह एक इम्पिडेंस का कोण 90 o है यह 90o है तो यह R की बहुत उच्च वैल्यू है यह प्लॉट है और निम्न R के लिए यह प्लॉट है और यह मेरा ω0 है जिस तरह से हम समझाते है पिछली एक सीरीज वाली यह समान है लेकिन इस मामले में यह एम्पीयर है जिसे हम कहते है यह है जो हमारे पास पहले से ही है यह इम्पिडेंस का कोण है तो अगर इसकी तरह प्लॉट करें यह होगा और एक ωC 1Lω 0 से कम तो ω 0 से कम ω 0 से कम और यह वही है जिसे हम प्लॉट कहते है Refer slide Time 3207 अब अगर देखें ω कम अथवा बराबर ω ω0 से कम वह है मेरा B L B C से अधिक है तो θY ऋणात्मक है तो यदि इस पर आते है यहाँ यह चीज यह एक यह होगा G j ωC Lω यह मेरा B C B L है तो इस कंडीशन से मैं देख रहा हूँ कि यदि है जिसे हम कहते है यदि B C B C B L से अधिक है अथवा B L से कम है तदनुसार ऋणात्मक और धनात्मक कोण आयेंगें तो वही बात यहाँ समझाई गई है कि जिसे हम कहते है जब ω ω0 से कम है B L B C से कम है θY ऋणात्मक होगा और इम्पिडेंस का कोण इसका अर्थ है θ धनात्मक है क्योंकि यह θY एडमिटेंस का कोण है यदि एडमिटेंस का कोण ऋणात्मक हो जाता है तो इम्पिडेंस का कोण θ धनात्मक हो जाएगा इसी प्रकार अगर ω 0 की ओर जाता है θY एडमिटेंस का कोण 90o हो रहा है और इसीलिये इम्पिडेंस का कोण θ 90o होगा तो जब B L B C से अधिक है वह एडमिटेंस का कोण ऋणात्मक है इसका अर्थ है एडमिटेंस का कोण θ धनात्मक है क्योंकि यह θY है इसी तरह से जब ω 0 की ओर जाता है एडमिटेंस का कोण 90o है इसका अर्थ है इम्पिडेंस का कोण 90o है Refer slide Time 3329 तो इसका अर्थ है ω ω0 से अधिक है B C B L से अधिक है वह θY है वह धनात्मक है और इम्पिडेंस का कोण θ ऋणात्मक होगा यह है सिर्फ उसमें पुट करें जिसे हम कहते है उस अभिव्यक्ति में बहुत सरल बात यह है और ω ω0 से बहुत अधिक है उस समय पर देखेंगें θY 90o है अर्थात इम्पिडेंस का कोण 90o होगा जब ω बड़ा ω ω0 की तुलना में बहुत बड़ा बहुत बहुत बड़ा है इसका अर्थ है अगर इस पर आते है इसका अर्थ है अगर इस पर आते है कि जब ω ω0 की तुलना में बहुत बहुत बड़ा है ω0 की तुलना में बहुत बहुत बड़ा है तब यह भाग इस भाग की तुलना में नगण्य है इसका अर्थ है इस मामले में एडमिटेंस का कोण धनात्मक है तो उस मामले में एडमिटेंस का कोण जिसे हम कहते है वह धनात्मक है अर्थात 90o और इसीलिये θ 90o तो इस के साथ • Glossary English Word Hindi Word Meaning admittance एडमिटेंस एडमिटेंस ampere एम्पीयर एम्पीयर applied voltage अप्लाइड वोल्टेज लागू किया गया वोल्टेज apply अप्लाई लागू करना capacitance कैपेसिटेंस संधारित्रता capacitive reactance कैपेसिटिव रीएक्टेन्स संधारित्र रीएक्टेन्स capital कैपिटल बड़ा circuit सर्किट परिपथ circuits सर्किट्स परिपथों civil सिविल सिविल coincide कोइनसाइड सन्निपतित होना compliment कॉम्प्लीमेंट पूरक condition कंडीशन शर्त conductance कंडक्टेंस चालकत्व connect कनेक्ट संबद्ध consider कंसीडर विचार करना constant कांस्टेंट सतत convert कन्वर्ट रूपान्तरण cover कवर सम्मिलित करना current करंट धारा curve कर्व वक्र dash डैश छापे का चिह्न denominator डीनोमिनेटर भाजक dot dash डॉट डैश बिंदुवार छापे का चिह्न dotted डॉटेड बिंदुओं से अंकित किया हुआ draw ड्रा खींचना driving force ड्राइविंग फोर्स संचालक शक्ति electric circuit इलेक्ट्रिक सर्किट विद्युत परिपथ electrical इलेक्ट्रिकल विद्युतीय form फॉर्म रूप forum फोरम मंच hertz हर्ट्ज हर्ट्ज hydraulic हाइड्रोलिक द्रव चालित imaginary इमेजिनरी काल्पनिक impedance इम्पिडेंस प्रतिबाधा inductance इंडक्टेन्स प्रेरक inductive इंडक्टिव प्रेरणिक inductive side इंडक्टिव साइड प्रेरणिक सिरा infinity इनफिनिटी अनन्तता into इनटू में inverse इनवर्स प्रतिलोम lag लैग पीछे रह जाना lagging लैगिंग धीरे पहुँचने वाला leading लीडिंग शीघ्र पहुँचने वाला limiting लिमिटिंग सीमित करना match मैच मेल mechanical मैकेनिकल यांत्रिक mho म्हो माइक्रो फैराड micro Farad माइक्रो फैराड माइक्रो फैराड natural नेचुरल स्वाभाविक notes नोट्स नोट्सटिप्पणियाँ numerator न्यूमरेटर अंश गणक occur अकर घटित होना origin ओरिजिन उद्गम parallel पैरलल समानांतर phasor फेजर फेजर places प्लेसेस स्थानों plot प्लॉट खींचना point पॉइंट बिंदु power पॉवर शक्ति power factor पॉवर फैक्टर शक्ति कारक power loss पॉवर लॉस शक्ति हानि put पुट रखना real रियल वास्तविक reciprocal रेसिप्रोकल पारस्परिक rectangular hyperbola रेक्टंगुलर हाइपरबोला आयताकार अतिपरवलय refer रेफर से संबद्ध करना series सीरीज श्रृंखला sharp शार्प नुकीला side साइड सिरासतह Single Phase AC circuit सिंगल फेज AC सर्किट एकल चरण AC परिपथ Suffix सफिक्स अनुयोजन susceptance ससेप्टटेंस ससेप्टटेंस terms टर्म्स पदों value वैल्यू मूल्य verses वर्सेज के विरुद्ध videolink वीडियोलिंक चलचित्र का लिंक volt वोल्ट वोल्ट voltage वोल्टेज वोल्टेज voltages वोल्टेजेस वोल्टेजेस Watt वाट वाट wind force विंड फोर्स वायु बल